तो क्या होगा मान लीजिए कि मैं वस्तु A1 लेता हूं मान लीजिए कि मैं वस्तु A1 लेता हूं अब मैंने कहा कि यह बनाए रखता है मैंने कहा कि यह एक संतुलन है मैंने कहा कि सिस्टम संतुलन में है जिसका मतलब है कि उस सतह के तापमान को लगातार सही बनाए रखना है इसलिए इसे कॉंसटेंट बनाए रखना होगा अब यदि इसे स्थिर रखना है तो जो भी इंसीडेंट रेडिएशन जो भी इंसीडेंट रेडिएशन सतह पर आता है वह जो भी सही उत्सर्जित होता है उसके बराबर होना चाहिए अन्यथा आप संतुलन बनाए नहीं रख सकते क्योंकि क्षमता में ऊर्जा का जोड़ होने वाला है ठोस और तापमान में वृद्धि होने जा रही है इसलिए यदि आप नहीं चाहते कि तापमान बढ़े तो सभी इंसीडेंट रेडिएशन के बराबर होना चाहिए सतह से कुल उत्सर्जन के बराबर कुल इंसीडेंट रेडिएशन ऐसा क्यों है यह अच्छा सवाल है इसलिए यदि सभी मान रहे हैं कि रिफ्लेक्शन है तो ठीक है तो मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन है यदि सतह में केवल अवशोषण है तो कुल घटना जो भी हो उत्सर्जित करनी होगी लेकिन मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन है तो यह स्थिति है अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है मान लीजिए यदि रिफ्लेक्शन है मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन मौजूद है तो कुल रेडिएशन एमिटिड कुल रेडिएशन के बराबर अवशोषित होता है नहीं तो तापमान में बदलाव होगा यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि जो कुछ भी ट्रांसमिटिड होता है वह उत्सर्जन में शामिल होता है जो भी कुल उत्सर्जित होता है वह रेडिएशन की कुल मात्रा जो सतह को हर जगह से छोड़ती है इसमें ट्रांसमिशिन अधिकार शामिल है आप इनमें अंतर नहीं कर सकते हैं इसलिए जब आप सतह से निकलने वाले उत्सर्जन की कुल मात्रा को देखते हैं तो आप उनके बीच अंतर नहीं कर पाएंगे तो आइए अभी के लिए मान लें कि यह एक अपारदर्शी वस्तु है बिना व्यापकता के नुकसान के तो आइए मान लें कि ये वस्तुएं अपारदर्शी हैं तो मान लीजिए कि हम मानते हैं कि ये वस्तुएं अपारदर्शी हैं जिसका अर्थ है कि ताऊ 0 है जिसका अर्थ है कि ताऊ 0 है तो अब हम एक ऊर्जा संतुलन लिख सकते हैं जिसे मैं मिटाने जा रहा हूं तो आइए मान लें कि सामान्य रिफ्लेक्शन मौजूद है तो अवशोषित होने वाला कुल रेडिएशन क्या होगा यदि रिफ्लेक्शन भी मौजूद है इसलिए हमने एब्ज़ोर्बटिविटी नामक मात्रा को डिफाइन किया तो कुल इंसीडेंट रेडिएशन से एब्ज़ोर्बटिविटी गुणा हो जाती है तो ध्यान दें कि जी परिभाषित किया गया है कि यह एक घटना रेडिएशन प्रवाह सही है तो आपको इसे प्राप्त करने वाली सतह के सतह क्षेत्र से गुणा करना होगा जो कि उत्सर्जित रेडिएशन की कुल मात्रा के बराबर होना चाहिए तो वह T का E1 होगा जो भी तापमान T है E1 क्या है तो हम जानते हैं कि उत्सर्जन को ई 1 के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि संबंधित ब्लैक बॉडी के तापमान से डिवाइड है तो हम इसे E1 के रूप में लिख सकते हैं ओह मैं एरिया से गुणा करना भूल गया E1 सतह के क्षेत्र में जो कुल उत्सर्जन है सतह द्वारा प्राप्त होने वाला कुल रेडिएशन कितना है हाँ कुल इंसीडेंट रेडिएशन क्या है T का केवल G जो हम पहले ही कर चुके हैं उस प्रणाली के लिए जिसे हमने देखा है तो मैं सिस्टम को फिर से आकर्षित करता हूं तो यह एक बड़ा घेरा है आपके अंदर छोटी वस्तुएं हैं और सतह को तापमान Ts पर बनाए रखा जाता है और हमने कहा कि यह एक ब्लैकबॉडी है तो सतह पर इंसीडेंट रेडिएशन क्या होगा कुल इंसीडेंट रेडिएशन तो रेडिएशन कहाँ आ रहा है क्या यह सतह से आ रहा है या यह इनमें से प्रत्येक वस्तु से आ रहा है प्राथमिक स्रोत क्या है तो प्राथमिक स्रोत इस ब्लैक बॉडी की सतह की यह सतह है जो रेडिएशन उत्सर्जित कर रही है वस्तुओं के बीच रेडिएशन के बारे में क्या रेडिएशन होता है लेकिन जो भी रेडिएशन यहाँ जाता है रेडिएशन की उतनी ही मात्रा भी वापस सतह पर लौट आती है क्योंकि ये बहुत छोटी वस्तुएँ होती हैं और इसलिए रेडिएशन की मात्रा जो भी हो इसलिए ध्यान दें कि यह अभी होगा हम कुल मात्रा को देख रहे हैं यह स्थानीय मात्रा के लिए भी सही है हम उस पर बाद में आएंगे तो मान लीजिए कि मैं इन दोनों सिस्टम को एक साथ लेता हूं मान लीजिए कि मैं ए 1 और ए 2 एक साथ लेता हूं और मुझे लगता है कि यह एक वैक्यूम स्थिति है और इन दोनों को एक ही तापमान पर बनाए रखा जाता है ठीक है इसलिए उन्हें संतुलन में बनाए रखना होगा और इसलिए इन सभी वस्तुओं को एक साथ यदि उन्हें संतुलन में बनाए रखना है तो इन वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए आने वाले रेडिएशन का एकमात्र स्रोत ब्लैकबॉडी की सतह से होना चाहिए जो कि बाहरी है जो कि बाड़े की आंतरिक सतह है तो इसलिए T का G वास्तव में ब्लैकबॉडी रेडिएशन होना चाहिए जो इस बड़े बाड़े के अंदर से आता है जिसे हमने माना है इसलिए यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि अल्फा को ए 1 में ईपीएसलॉन 1 ईबी से ए 1 के बराबर है तो ओह यहां एक होना चाहिए जो पहली वस्तु के लिए है इसलिए A1 को रद्द करें इन दोनों को रद्द करें तो हम पाते हैं कि Alpha1 बटा epsilon1 बराबर 1 है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है ध्यान दें कि यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रणाली के लिए है जिसे हमने यहां डिफाइन किया है हम थोड़ी देर में एक सामान्य मामला देखने जा रहे हैं इस संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए और एक वास्तविक प्रणाली के गुणों को देखने का प्रयास किया जाए तो यह केवल तभी होता है जब ये बाहरी सतह एक ब्लैकबॉडी हो इसलिए ध्यान रखें कि यह रिश्ता तभी मान्य होता है जब यह बाहरी बड़ी सतह हो जो एक ब्लैकबॉडी हो फिर से यह एक आइडियालाएज़ेशन है अब कुछ रोचक बातें हैं जिन्हें हम वास्तव में इस एक्सप्रेशन से पढ़ सकते हैं तो हमने कहा कि परावर्तन 0 सही नहीं है तो हमने कहा कि परावर्तन 0 नहीं है और हमने कहा कि ट्रांसमिटिविटी 0 है क्योंकि वस्तु अपारदर्शी है जिसका अर्थ है कि अल्फा 1 माइनस rho है जो कि 1 से कम होना चाहिए कंसरवेशन प्रोपर्टी के कारण अल्फा प्लस आरओ 1 के बराबर होना चाहिए तो ध्यान दें कि कंसरवेशन प्रोपर्टी अल्फा प्लस आरएचओ प्लस ताऊ बराबर 1 है इसलिए कंसरवेशन नियम से अल्फा को 1 से कम होना चाहिए तो क्या करता है इसका मतलब तो alpha1 जिसे 1 से छोटा होना चाहिए इसका क्या मतलब है तो ध्यान दें कि हमने उन छोटी वस्तुओं की कोई संपत्ति स्पेसिफाइड नहीं की है तो वे छोटी वस्तुएं वे कोई रीयल सरफेस हैं तो यह संबंध जो कहता है वह यह है कि किसी भी रीयल सरफेस की उत्सर्जकता हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए और यही हमने सही देखा हमने कहा कि उत्सर्जन वास्तविक सतह से ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन का अनुपात है इसलिए हम मानते हैं कि ब्लैकबॉडी रेडिएशन हमेशा सबसे अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्सर्जित करता है और वास्तव में यह ऊर्जा संतुलन से बाहर आता है यह क्या है रीयल सरफेस की रीयल प्रोपर्टी क्या है यह देखे बिना हम यह दिखाने में सक्षम हैं कि सतह की उत्सर्जकता हमेशा रिश्ते से 1 से कम होती है कि इस प्रणाली के लिए अवशोषण और उत्सर्जन बराबर होना चाहिए ध्यान रखें कि यह तभी मान्य है जब यह केवल तभी मान्य होता है जब घटना रेडिएशन यह बहुत महत्वपूर्ण है यह तभी मान्य होता है जब घटना रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का होता है यह संबंध तभी मान्य होता है जब इंसीडेंट रेडिएशन किसी ब्लैक बॉडी का हो हम इस संबंध का विस्तार करने जा रहे हैं और देखेंगे कि अन्य सतहों के लिए इस तरह के रिश्ते की वैधता क्या है लेकिन अभी हमने जो दिखाया है वह केवल एक ब्लैकबॉडी रेडिएशन के लिए है ठीक है तो परिभाषा के अनुसार कुल एब्ज़ोर्बटिविटी अनंत जी लैम्ब्डा अल्फा लैम्ब्डा घटना के लिए अभिन्न 0 है लेकिन इस मामले के लिए रेडिएशन की तीव्रता मूल रूप से एक ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की सही है और इसी तरह epsilon1 इन्फिनिटी epsilon लैम्ब्डा dlambda से इंटीग्रल 0 है जिसे इंटीग्रल 0 से इनफिनिटी dlambda में विभाजित किया गया है इसलिए यदि इन दोनों को समान होना है तो यदि इन दो मात्राओं को समान होना है तो ध्यान दें कि हम इन दो मात्राओं को समान करने का प्रयास कर रहे हैं हम कहते हैं कि अल्फा 1 ईपीएसलॉन 1 के बराबर है जब जी लैम्ब्डा ईबी के बराबर है तो घटना रेडिएशन भी एक ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की है तो यह कब संभव है यह सही है तो यह संभव है इसलिए यह तभी संभव है जब इतना अल्फा 1 एप्सिलॉन 1 के बराबर हो जब अल्फा लैम्ब्डा लैम्ब्डा टी लैम्ब्डा के एप्सिलॉन लैम्ब्डा के बराबर टी तो इसका मतलब है कि स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल एब्ज़ोर्बटिविटी और स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल एमिसिविटी भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है केवल परिभाषाओं और एक साधारण ऊर्जा संतुलन बहुत ही सरल ऊर्जा संतुलन को देखकर हम यह दिखाने में सक्षम हैं कि एक वास्तविक सतह की एब्ज़ोर्बटिव हेमिस्फेरिकल इसकी उत्सर्जन के बराबर होनी चाहिए यदि घटना रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की है क्या कोई और तरीका है अगर घटना रेडिएशन ब्लैक बॉडी है सही ठीक है मैंने हमेशा यह माना है कि ईबी लैम्ब्डा और हम उस विशेष मामले को देखने जा रहे हैं जब अल्फा और एप्सिलॉन लैम्ब्डा के विशेष कार्य नहीं होने जा रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखा है हम इसे देखने जा रहे हैं तभी संभव है लेकिन कम से कम अभी के लिए जब हम मानते हैं कि यह केवल घटना रेडिएशन है तो ब्लैकबॉडी है हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कोई और सवाल मान लीजिए हम मान लेते हैं कि बाड़े एक ब्लैक बॉडी नहीं है मान लीजिए हम कहते हैं कि आंतरिक घेरा एक ब्लैकबॉडी सही नहीं है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो अब हम किरचॉफ के नियम की धारणा को शिथिल करने जा रहे हैं यह कहते हुए कि आंतरिक घेरा एक ब्लैकबॉडी है तो अब हम वास्तव में एक वास्तविक प्रणाली को देख रहे हैं वास्तविक प्रणाली को रेडिएशन का आदान प्रदान कर रहे हैं एक रीयल सिस्टम को रेडिएशन का आदान प्रदान कर रहे हैं जहां घटना रेडिएशन एक ब्लैकबॉडी के रेडिएशन की नहीं है अब क्या हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि संपत्ति क्या है या सिस्टम के गुण क्या हैं यह सुनिश्चित करता है कि epsilon1 alpha1 तो अब मान लीजिए कि हम एक रीयल सिस्टम को देखना चाहते हैं तो यह पहली बार है जब आप वास्तव में रेडिएशन के लिए एक रीयल सिस्टम को चिह्नित करने का प्रयास कर रहे हैं तो संपत्ति क्या होनी चाहिए सिस्टम के गुण क्या हैं ताकि एप्सिलॉन 1 अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए तो ध्यान दें कि यहाँ मैंने यह मान लिया है कि इंसीडेंट रेडिएशन एक ब्लैकबॉडी रेडिएशन नहीं है आइए भावों को फिर से लिखें अल्फा 1 अनंत से अभिन्न 0 है इसलिए सवाल यह है कि कब है कि अभिन्न 0 से अनंत तक के बराबर एप्सिलॉन लैम्ब्डा को कब से डिवाइड किया जाता है कि ये दो मात्राएँ कहाँ के बराबर हैं इसलिए यह परिभाषा के अनुसार कुल उत्सर्जन है तो अगर G लैम्ब्डा i एक ब्लैकबॉडी रेडिएशन नहीं है तो ये दोनों कब बराबर हैं केवल स्थानीय मात्रा के लिए डिफ्यूज़ यह पहले से ही स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल है जो स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल मात्रा है हमेशा इंटीग्रल को ध्यान में रखें आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वे इंटीग्रल क्या हैं यह अल्फा लैम्ब्डा है टी पहले से ही गोलार्ध में दो कोणों पर एकीकृत है तो यह पहले से ही स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल मात्रा है तो यह कब बराबर हो सकता है समानता कब वैध हो सकती है तो ध्यान दें कि G लैम्ब्डा i ब्लैकबॉडी रेडिएशन नहीं है यह ब्लैकबॉडी रेडिएशन नहीं है तो यह कब बराबर हो सकता है इसलिए केवल तभी जब ये दोनों मात्राएँ एक साथ वेवलैंथ से स्वतंत्र हों तो चलिए एक काल्पनिक मामला लेते हैं तो मान लीजिए कि अल्फा लैम्ब्डा लैम्ब्डा का कार्य नहीं है और इसी तरह यदि एप्सिलॉन लैम्ब्डा टी लैम्ब्डा का कार्य नहीं है यदि ये दोनों लैम्ब्डा के कार्य नहीं हैं तो बस एक पल के लिए स्वीकार करें कि यह संभव है और मैं आपको एक मिनट में बताऊंगा कि यह कैसे संभव है तो मान लीजिए कि आप कहते हैं कि अवशोषण और उत्सर्जन लैम्ब्डा का एक कार्य नहीं है तो यह अभिन्न अनिवार्य रूप से उबाल जाएगा तो ध्यान दें कि यह एक रीयल सरफेस के लिए है हम रीयल सरफेसेस के साथ रेडिएशन के वास्तविक सतह विनिमय के बारे में बात कर रहे हैं हमने यह नहीं माना है कि कोई भी सतह ब्लैकबॉडी है अब इस प्रकार की सतहें इसलिए ऐसी सतहें हैं जहां लैम्ब्डा की एक श्रृंखला के लिए इसलिए एब्ज़ोर्बटिविटी लैम्ब्डा का कार्य नहीं है यह कुछ वस्तुओं के लिए है मैं आपको थोड़ी देर में इनके कुछ उदाहरण दूंगा कुछ वस्तु के लिए यह पाया जा रहा है कि लैम्ब्डा की कुछ सीमा के लिए अवशोषण और उत्सर्जन एक साथ वेवलैंथ का कार्य नहीं है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण वास्तव में बर्फ है आप जानते हैं तो आप इन बर्फ़ और इन पहाड़ों को देखें इसलिए वे रेडिएशन का उत्सर्जन और अवशोषण भी करते हैं तो एक निश्चित वेवलैंथ के बावजूद वे वास्तव में अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं जिस पर उत्सर्जन और अवशोषण वास्तव में होता है आप में से कितने लोग फोटोग्राफी करते हैं आप में से कितने लोग फोटोग्राफी का शौक रखते हैं ठीक है ठीक है तो क्या होता है क्या आपने बर्फ की तस्वीरें ली हैं नहीं कोशिश मत करो तो क्या होता है जब आप वास्तव में बर्फ की तस्वीरें लेते हैं जिसे आप एक सामान्य लेंस के साथ जानते हैं और सामान्य कैमरा जो आपको मिलता है वह एक धुंधली छवि है आपको धुंधली छवि क्यों मिलती है इसका कारण यह है कि इस सतह से जो भी डिएशन निकलता है वह वास्तव में वेवलैंथ से स्वतंत्र होता है क्योंकि ध्यान दें कि जब आप एक तस्वीर ले रहे हैं जो आप वास्तव में कैप्चर कर रहे हैं वह एक निश्चित आवृत्ति पर सही है तो जो प्रकाश उत्सर्जित होता है या रेडिएशन जो सतह से उत्सर्जित होता है यदि वह उस विशेष आवृत्ति में तेज नहीं है तो आप जिस छवि को कैप्चर करने जा रहे हैं वह पूरी तरह से धुंधली होने वाली है और वास्तव में ऐसा ही होता है जब आप बर्फ पकड़ता है तो लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि आप यूवी फिल्टर नामक कुछ डालते हैं तो एक फिल्टर है जो बर्फ को पकड़ने के लिए उपलब्ध है इसलिए यदि आप किसी बर्फ की वस्तु या बर्फ वाले पहाड़ की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको यूवी फिल्टर का उपयोग करना होगा इसलिए यह बर्फ की इस संपत्ति के कारण है तो बर्फ में कुछ दिलचस्प गुण हैं वास्तव में ऐसी कई अन्य वस्तुएं हैं जिनमें ऐसी संपत्ति है तो लैम्ब्डा की एक श्रृंखला है लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 हम कहते हैं जहां लगभग अवशोषण और उत्सर्जन वे स्थिर रहते हैं इसलिए वे स्थिर रहते हैं और वे एक दूसरे के बराबर होते हैं तो यह एक निश्चित सीमा पर है सभी श्रेणियों में नहीं तो निश्चित सीमा पर अवशोषण और उत्सर्जन एक स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल अवशोषण और उत्सर्जन है जो वे एक दूसरे के बराबर होते हैं और वेवलैंथ से स्थिर और स्वतंत्र होते हैं और वास्तव में ऐसी सतहों को ग्रे सतह कहा जाता है ऐसी सतहों को ग्रे सतह कहा जाता है और वास्तव में नाम शायद ब्लैकबॉडी के विचार से उपजा है ब्लैकबॉडी सभी वेवलैंथ पर उत्सर्जित होता है यह सभी वेवलैंथ और ग्रे सतहों पर अवशोषित होता है उनके पास एक विशेष गुण होता है जहां एक विशिष्ट वेवलैंथ होता है जिस पर वे सभी रेडिएशन को अवशोषित करते हैं और सभी रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं तो यही है और नाम ग्रे वास्तव में उस विचार से उपजा है तो हम अगले लैक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम इसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं और देखेंगे कि अन्य रेडिएशन गुणों को कैसे मापें और वास्तव में किरचॉफ के नियम से शुरू होने वाले यल सरफेस के रेडिएशन की रीयल मात्रा का ठहराव तो मैं आप सभी को किरचॉफ के नियम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और समझता हूं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है कि सतह की एब्ज़ोर्बटिविटी और वेवलैंथ के लिए सतह की उत्सर्जन वेवलैंथ से स्वतंत्र है